अब मैं यहां एक और टोपोलॉजी पर चर्चा करता हूं मैं क्या करूंगा मैं डीसी डीसी कनवर्टर और अनफ़ॉल्डिंग स्टेज को हटा दूंगा और इसे सिंगल पॉवर स्टेज के साथ बदल दूंगा जो इन्वर्टर स्टेज कहलाता है यह एक डीसी से एसी कनवर्टर है आइए हम उस टोपोलॉजी पर एक नजर डालते हैं हमारे पास फोटोवोल्टिक मॉड्यूल है जो हमेशा डीसी डीसी कनवर्टर से जुड़ा होता है और डीसी डीसी कनवर्टर आउटपुट कैपेसिटर से जुड़ा होता है यह एक बफर कैपेसिटर है और यह इन्वर्टर के इनपुट के रूप में कार्य करता है तो इन्वर्टर डीसी इनपुट को यहां से ले जाएगा जो इस डीसी डीसी कनवर्टर का आउटपुट है और इन्वर्टर का आउटपुट एक आइसोलेशन स्टेज से जुड़ जाएगा जो एक ट्रांसफॉर्मर आइसोलेशन है इसके बाद एक इंडक्टर है जो ग्रिड लाइन और सिंगल फेस सिस्टम के न्यूट्रल से जुड़ जाएगा तो यदि आप इन्वर्टर आउटपुट को देखते हैं तो इन्वर्टर आउटपुट स्विच हो जाएगा एक स्विचेड एसी यदि मैं समय के संबंध में एक वेवफॉर्म ड्रा करूं तो आपको इसमें पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड स्विच्ड वेवफॉर्म दिखाई देगी जो की इस प्रकार होगी तो आप देखते हैं कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म उच्च आवृत्ति पर स्विच कर रही है लेकिन मौलिक 50 हर्ट्ज है इसलिए इस इंडक्टर द्वारा फ़िल्टर किया गया करंट आपको फ़िल्टर करंट देगा तो यदि मैं करंट को प्लॉट करता हूं तो करंट इंडक्टर द्वारा फ़िल्टर किया जाएगा और इसके पास इस प्रकार के लगभग दोनों और 50 हर्ट्ज वेवफॉर्म होगी लेकिन इसमें कुछ स्विचिंग हार्मोनिक्स होंगे अब मैं देखता हूं कि इस इन्वर्टर में क्या जाता है यह इन्वर्टर कैसा दिखता है एक सिंगल फेज इन्वर्टर ले लीजिए मैं एक सिंगल फेज इन्वर्टर ड्रॉ करता हूं जो एक फुल बिट सर्किट है मैं अब BJTs का उपयोग कर रहा हूं लेकिन याद रखें कि आप BJTs को MOSFETs या IGBTs से बदल सकते हैं जो की बिजली और स्विचिंग आवृत्तियों पर निर्भर करता है तो यह बिंदु मैं इसे डीसी डीसी के नेगेटिव से जोड़ूंगाऔर ब्रिज के पॉजिटिव को मैं इसे डीसी डीसी कनवर्टर के पॉजिटिव से जोड़ूंगा यह इन्वर्टर के इनपुट पर दी गई Vdc बस या Vdc लिंक वोल्टेज बनाता है वहाँ निश्चित रूप से डायोड हैं जिन्हें आपको लगाने की आवश्यकता है डायोड को उल्टा करने की आवश्यकता है ये फ़्रीव्हेलिंग पथ प्रदान करने के लिए यहां आवश्यक है मैं इसे समझाऊंगा तो अब हम कहते हैं कि आपके पास यह इनवर्टर है और केंद्र बिंदु से मैं इसे एक ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसफ़ॉर्मर माध्यमिक में लाऊंगा जो इस तरह से एक इंडक्टर से जुड़ा हुआ है जो की ग्रिड से जुड़ा हुआ है और न्यूट्रल है अब मैं स्विचिज को Q1 Q2 Q3 Q4 नाम देता हूं हम देखते हैं कि आप Q1 Q2 Q3 Q4 के लिए ड्राइव पल्सेस कैसे देना चाहते हैं ताकि हम इस तरह से आइसोलेटिंग ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक और माध्यमिक में एक वोल्टेज वेवफॉर्म प्राप्त करें और इस वेव शेप के साथ करंट प्राप्त करें इसलिए मैं कुछ एक्सिस टाइम एक्सिस बनाना चाहूंगा तो मैं 3 टाइम एक्सिस लूंगा यह Q1 और Q3 गेट बेस ड्राइव के लिए है यह Q2 और Q4 बेस ड्राइव के लिए है और अंतिम एक तीसरा एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर वोल्टेज वेवफॉर्म देखने के लिए तो मैं ग्राफ को दो भागों में विभाजित करता हूं 10 मिली सेकंड के भागों में तो यह एक मौलिक है यह पूरी चीज एक मौलिक 20 मिलीसेकंड की अवधि है मैंने इसे दो आधी अवधियों में विभाजित किया है दस मिलीसेकंड दस मिलीसेकंड और हम देखते हैं कि स्विचिंग वेवफॉर्म कैसे दिखाई देती हैं तो Q1 और Q3 के लिए मैं शीर्ष का उपयोग करूंगा तो इस अवधि के दौरान जहां मैं कर्सर दिखा रहा हूं हम Q3 को स्विच ऑन करेंगे और उस अवधि के दौरान जब यह वेवफॉर्म कम होता है मैं Q1 स्विच ऑन करूंगा इसका मूल रूप से क्या मतलब है कि मैं इसे उल्टा कर दूंगा और फिर Q1 को दे दूंगा यह वेव शेप यह बेस ड्राइव Q3 के लिए जाएगी इनवर्टेड बेस ड्राइव Q1 के लिए जाएगी तो Q3 और Q1 को प्रत्येक 10 मिलीसेकंड पर स्विच किया जाता है जिसका अर्थ है कि उनके पास 50 हर्ट्ज की स्विचिंग अवधि है अब नीचे के MOSFETs के लिए हम Q2 लेते हैं Q3 ऑन है इसलिए मैं डायगनेली ऑपोजिट MOSEFT Q2 को ड्राइव करूंगा बता दें कि जब Q2 को इस तरह से पल्स दिया जाता है उस समय के दौरान जब Q2 ऑन होता है पल्स के समय के दौरान यह बिंदु डीसी डीसी कनवर्टर के माइनस से जुड़ा होता है तो Q3 पहले से ही ऑन है जिसका अर्थ है कि यह बिंदु पहले से ही डीसी डीसी कनवर्टर के प्लस से जुड़ा हुआ है तो ट्रांसफार्मर पर आपको पूर्ण डीसी बस वोल्टेज दिखाई देगी तो अगर मैं कहता हूं कि यह Vp है तो आपको Vp पूरा वोल्टेज दिखाई देगा अब हम कहते हैं कि Q2 बंद हो गया है Q3 ऑन था Q2 हाई और लो चला गया है Vp पर वोल्टेज का क्या होगा जब Q3 और Q2 ऑन थे वहां इस तरह से एक करंट प्रवाह कर रहा था और जब Q2 स्विच्ड ऑफ है करंट का प्रवाह रिफ्लेक्टेड इंडक्शन और लीकेज इंडक्शन के कारण जारी है यह इसी रास्ते से बहेगा मैं कर्सर के माध्यम से दिखा रहा हूं यहां से Q3 प्राथमिक वाइंडिंग के माध्यम से दूसरे नोड में बहता है Q2 बंद है इसलिए यह बॉडी डायोड के माध्यम से ऊपर जाएगा और फिर वापस आता रहेगा क्योंकि Q3 ऑन है तो यह पोटेंशियल और यह पोटेंशियल सामान है और इसलिए Vp शून्य है तो अगर Q2 ऑन भी है तो भी हमारे पास Vp उस दौरान शून्य होगा जब Q2 भी बंद हो तो मुझे Q2 वेव शेप को पूरा करने दें इसलिए यह वह बेस ड्राइव है जिसे हम Q2 के लिए देंगे इसलिए जब भी Q2 लो होता है तो आप देखेंगे कि Vp फ़्रीव्हीलिंग एक्शन के कारण और ये दोनों पोटेंशियल समान होने के कारण शून्य पर जा रहा है तो उसे मैं उस अंदाज में ड्रा करूंगा और अब अगले 10 मिलीसेकंड Q1 तस्वीर में आ गया है Q3 बंद है Q1 तस्वीर में आ गया है और आपको Q4 को स्विच करना होगा तो Q4 को इस तरह पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड उच्च आवृत्ति से स्विच किया जाएगा और क्योंकि Q4 को ऑन किया गया है यह डॉट एंड पॉइंट नेगेटिव से जुड़ा है नॉन डॉट एंड डीसी बस से जुड़ा हुआ है इसलिए जब Q4 स्विच किया जा रहा है हम एक नेगेटिव वोल्टेज देखते हैं तो उस समय जब Q4 ऑन होता है तो आपको Vp पर एक नेगेटिव वोल्टेज दिखाई देगा क्योंकि डॉट एंड नेगेटिव और नॉन डॉट पॉजिटिव से जुड़ा होता है और जब Q4 को बंद कर दिया जाता है तो आप देखेंगे कि इस तरह से फ्रीव्हील करने के लिए एक रास्ता है तो आप देखेंगे कि दोनों समान पोटेंशियल पर हैं Vp शून्य पर हैं इसलिए यह इस तरह से जारी रहेगा और आपको इस तरह से एक पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म मिल जाएगी तो आपको इस तरह की पॉजिटिव और नेगेटिव पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड स्विच्ड वेवफॉर्म मिल जाएगी और करंट की यह वेवफॉर्म जो यहां उपलब्ध है माइनस द ग्रिड वोल्टेज वेवफॉर्म जो Vmsinωt है इंडक्टर पर उपलब्ध होगा जो इसे इंटीग्रेट करेगा और करंट को इंटीग्रेट करेगा और करंट इस रूप में होगा एक समतल वेवफॉर्म स्विचिंग हार्मोनिक्स के साथ इसलिए यह एक और टोपोलॉजी है जहां हमने डीसी डीसी कनवर्टर और अनफ़ॉल्डिंग स्टेज को हटा दिया है दो चरणों शक्ति चरणों को एक सिंगल इन्वर्टर स्टेज में रखा गया है जिससे एफिशिएंसी में सुधार हुआ है इस टोपोलॉजी पर विचार करें जहां हमने एक इन्वर्टर और एक आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग किया है यह ट्रांसफार्मर एक कम आवृत्ति वाला ट्रांसफार्मर है यह एक LF ट्रांसफार्मर है क्योंकि वहां बहने वाले कर्रेंटस 50 हर्ट्ज हैं और कोर के भीतर फ्लक्स 50 हर्ट्ज है और इसलिए आपको 50 हर्ट्ज पर फ्लक्स को संभालने के लिए इस ट्रांसफार्मर को डिजाइन करना होगा तो यह एक कम आवृत्ति वाला ट्रांसफार्मर होगा अब यह बड़ा भारी महंगा और बहुत भारी होगा तो यह इस ट्रांसफार्मर का एक बड़ा नुकसान है तो साहित्य में टोपोलॉजी हैं जो इस ट्रांसफार्मर के बिना भी काम करती है कुछ इस तरह से है मैंने इसे डुप्लिकेट किया है मैं इस ट्रांसफार्मर को हटा दूंगा और फिर मैं सिर्फ एक इंडक्टर लगाऊंगा और फिर इसे इस तरह से ग्रिड से जोड़ूंगा लाइन और न्यूट्रल अब इस टोपोलॉजी में पीवी मॉड्यूल से ग्रिड तक कोई ट्रांसफ़ॉर्मर नहीं है लेकिन फिर भी यह काम करेगा यह ग्रिड में बिजली पंप करेगा और इसे ट्रांसफार्मर रहित इंटरफ़ेस कहा जाता है इस तरह के इंटरफ़ेस के साथ एक समस्या है हालांकि यह काम करेगा किसी को सुरक्षा के संबंध में थोड़ा अधिक सावधान रहना होगा अब हम कहते हैं कि मेरे पास यहां एक मैदान है और एक व्यक्ति पीवी मॉड्यूल को साफ कर रहा है और वह पीवी मॉड्यूल के संपर्क में है और पीवी मॉड्यूल के किनारों में एल्यूमीनियम बीडिंग्स है और अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज है और यह उसके माध्यम से जमीन में डिस्चार्ज कर सकता है जो भौतिक जमीन है जो पूर्ण शून्य पोटेंशियल पर है यहां तक कि अगर एक न्यूट्रल और अर्थ अलग पोटेंशियल पर है तो पीवी मॉड्यूल की सफाई करने वाले व्यक्ति के लिए झटके की संभावना है इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि ट्रांसफार्मर रहित इंटरफ़ेस के लिए न जाए लेकिन ऑर्गेनिक आइसोलेशन मैग्नेटिक आइसोलेशन बीच के रास्ते में कहीं न कहीं डाल दें भले ही यह कम आवृत्ति नहीं है कम से कम एक उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर हो ताकि पीवी मॉड्यूल की सफाई करने वाला व्यक्ति सुरक्षित रहे इसलिए कुछ टोपोलोजिज़ में आप देखेंगे कि ट्रांसफार्मर को उच्च आवृत्ति वाले हिस्से में स्थानांतरित कर दिया गया है जो कि डीसी डीसी कनवर्टर में है यहाँ एक उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर का उपयोग कर सकते हैं यहाँ आइसोलेशन है और अभी भी आइसोलेशन है साथ ही इस तरह के एक बहुत बड़े और महंगे LF ट्रांसफार्मर की तुलना में बहुत अधिक कॉम्पैक्ट कॉम्पोनेन्ट काउंट वाला है आइए संक्षेप में देखें कि आइसोलेशन के साथ यह डीसी डीसी कनवर्टर कैसा दिखता है इस टोपोलॉजी पर विचार करें हम इस डीसी डीसी कनवर्टर के हिस्से को देखें जहां हम इस उच्च आवृत्ति आइसोलेशन को पेश करना चाहते हैं अब मैं एक फ्लाई बैक कनवर्टर टोपोलॉजी का उपयोग करूंगा जो बक बूस्ट टोपोलॉजी का पृथक संस्करण है क्योंकि बक बूस्ट टोपोलॉजी पीवी मॉड्यूल के स्थिर कर्व के पूरे पहले क्वाड्रेंट को संभाल सकता है फ्लाई बैक भी ऐसा ही कर सकता है लेकिन कोई भी कठोर नियम नहीं है की कौन सा कनवर्टर आपको यहां उपयोग करना होगा आप निश्चित रूप से एक फॉरवर्ड कन्वर्टर हाफ ब्रिज half bridge फुल ब्रिज कन्वर्टर पुश पुल कन्वर्टर उनमें से एक आइसोलेटेड टोपोलॉजी में से एक का उपयोग कर सकते हैं अब यह कैपेसिटेंस इस कैपेसिटेंस के समान है मैं ये संकेत करना चाहता हूँ कि यह बिंदु इस बिंदु के समान है और यह बिंदु इस बिंदु के समान है तो यह वास्तव में एक फ्लाई बैक इंडक्टर है जो आपको आइसोलेशन प्रदान करता है यह स्विच उच्च आवृत्ति पर ऑन और ऑफ है यह एक उच्च आवृत्ति मैग्नेटिक है इस फ्लाई बैक ट्रांसफ़ॉर्मर का माध्यमिक एक डायोड के माध्यम से कैपेसिटेंस से जुड़ा होता है ताकि आपको इस कैपेसिटेंस के पार एक डीसी वोल्टेज मिल सके अब डॉट पोलरिटी के साथ सावधान रहें एक फ्लाई बैक कैपेसिटर में ये दोनों विपरीत ध्रुव हैं जब ट्रांजिस्टर स्विच ऑन होता है तो यह इस मैग्नेटिक्स को चार्ज करेगा यह बिंदु पॉजिटिव है यह इस मैग्नेटिक्स को चार्ज करेगा जो एक इंडक्टर की तरह काम कर रहा है और जब इसे बंद कर दिया जाता है तो जो कुछ भी चुंबकीय रूप से संग्रहीत चार्ज होता है वह इस तरह से छोड़ा जाएगा जब यह ऑन था यह पॉजिटिव था जब यह स्विच बंद हो जाता है तो यह नेगेटिव हो जाता है नॉन डॉट एन्ड पॉजिटिव हो जाता है तो नॉन डॉट एन्ड डायोड को ऑन कर देगा और इस कैपेसिटेंस को चार्ज करेगा तो इस तरह से फ्लाई बैक कनवर्टर काम करता है अब इन दो बिंदुओं पर गौर करें यह बिंदु इस बिंदु के समान है मैं इसे डालूंगा यह बिंदु भी इस बिंदु के समान है बाकी इन्वर्टर और इंडक्टर यहां जुड़े हुए हैं तो इस तरह से आपने आइसोलेशन को उच्च आवृत्ति बिंदु पर स्थानांतरित कर दिया है जिससे पूरे सिस्टम को अधिक कॉम्पैक्ट बना दिया गया है क्योंकि उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं